हम फॉल्स पाथ्स की अवधारणा पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं और हम सर्किट नेटलिस्ट में फॉल्स पाथ्स को कैसे पहचान और चिह्नित कर सकते हैं बस याद करने के लिए फॉल्स पाथ्स को समय के विश्लेषण से कुछ पाथ्स को खत्म करना महत्वपूर्ण है ताकि पाथ्स की जटिलता की पहचान की जा सके और आगे तक जो अनावश्यक गणनाओं और अनावश्यक प्रसंस्करण से बचने में मदद हो सके जब आप किसी सर्किट को समय विशेषताओं और पैरामीटर के संबंध में अनुकूलित करने का प्रयास कर रहे हों तो यहाँ हम स्थैतिक संवेदीकरण नामक चीज़ के बारे में बात करते हैं इसलिए मैं एक उदाहरण की मदद से इस अवधारणा को समझाऊंगा तो मैं जो कहता हूं वह यह है कि एक दिए गए सर्किट में कुछ पथ को संवेदी रूप से संवेदनशील कहा जाता है अगर कोई इनपुट वेक्टर ऐसा है तो इनपुट से आउटपुट तक किसी भी परिवर्तन को प्रोपागेट किया जा सकता है अन्य सभी गेट्स के लिए इनपुटों को जिस तरह से झूठ के साथ गैर नियंत्रित मूल्यों को निर्धारित किया जाता है और यह स्थिर संवेदीकरण गेट देरी से स्वतंत्र होगा इसे एक उदाहरण की मदद से समझाता हूं मुझे इस पर काम करने दीजिए तो यह उदाहरण जो कुछ भी दिया गया है वह इस तरह से एक सर्किट है तो चलिए हम गेट्स को कुछ नाम देते हैं G2 यह सर्किट है जो दिया गया है यह कॉम्बीनेशन सर्किट है बस अगर आप एक त्वरित गणना करते हैं कि इस सर्किट द्वारा महसूस किए जाने वाले लॉजिक फ़ंक्शन क्या हैं a b यह एक NOR गेट है इसलिए आउटपुट a बार b बार होगा एक AND गेट है यह आउटपुट ab होगा OR गेट है यह ab OR c होगा और यह AND और गेट है यह AND यह है इसलिए a बार b बार और ab a बार b बार c को रद्द कर देगा यह अंतिम आउटपुट है सही है अब हम यहां जो कहना चाह रहे हैं वह है आइए इन पाथ्स पर विचार करें अब हम 2 पाथ्स पर विचार करते हैं पहला पाथ इनपुट a से गेट G2 गेट G3 से गेट G4 तक शुरू हो रहा है यह अंतिम आउटपुट है और इसी तरह इनपुट b से भी इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पाथ्स संवेदी नहीं हैं तो हम संवेदनशीलता से क्या मतलब है हम याद करते हैं हम उल्लेख करते हैं कि यदि मेरे पास एक पाथ के साथ गेट्स का क्रम है तो बताएं कि मेरे पास एक NAND गेट है तो मेरे पास एक OR गेट है मान लीजिए कि मेरे पास पाथ के साथ एक और NAND गेट है अन्य इनपुट्स हैं इसलिए यदि मैं एक लाइन से एक सिग्नल हो प्रोपागेट करना चाहता हूंयहां से तो इसलिए इस पाथ्स के साथ इसलिए मुझे गेट्स के साथ अन्य इनपुट्स पर नॉनकंट्रोलिंग मूल्य लागू करना होगा जैसे कि यह संक्रमण हमारे पास आएगा इस और गेट का आउटपुट अगर मैं OR इनपुट के लिए इस 1 पर लागू करता हूं तो मुझे NAND गेट के लिए 0 लागू करना होगा फिर से मुझे 1 आवेदन करना होगा यह सुनिश्चित करेगा कि यह बदलाव प्रोपागेट करेगा और गेट के आधार पर अन्य इनपुट या साइड इनपुट को गैर नियंत्रित मान लागू किया जाना चाहिए ताकि परिवर्तन सही प्रोपागेट कर सके तो इस सर्किट में भी हम उसी तरह से प्रयास करते हैं जैसे कि हम G2 G3 G4 के माध्यम से एक सिग्नल को प्रोपागेट कर सकते हैं आइए हम प्रयास करें G2 के माध्यम से इसका मतलब है कि मैं इस पाथ के बारे में बात करना चाह रहा हूं G2 के माध्यम से इसलिए यह एक AND गेट है इसलिए मुझे दूसरे इनपुट में एक गैर नियंत्रित मान 1 लागू करना होगा फिर G3 के माध्यम से OR गेट होगा मुझे दूसरे इनपुट में 0 लागू करना होगा तो फिर से मैं G4 में प्रवेश करता हूं और गेट मुझे यहां 1 आवेदन करना होगा तब यह केवल आउटपुट के लिए प्रोपागेट करेगा लेकिन यहां परेशानी यह है कि यदि आप सिर्फ यह देखते हैं जैसे ही हमने इस दूसरे साइड इनपुट में 1 लागू किया था तो यह b भी 1 हो गया सही है इसका मतलब है कि मुझे b में 1 आवेदन करना होगा अब यह एक NOR गेट है किसी भी इनपुट में 1 आउटपुट 0 करेगा लेकिन हमें यहां 1 की आवश्यकता है कनफ्लिक्ट है यही बात आप अन्य भागों के लिए जाँच कर सकते हैं बस साइड इनपुट में नॉन कंटूरिंग वैल्यू लगाने से हम इन रास्तों को सेंसटाइज नहीं कर सकते यह वास्तव में सच है केवल सर्किट के लिए आपको बताने के लिए जब भी आपके पास असामान्य इंवर्जन पैरिटी के साथ रीकन्वर्जेंट पाथ है जैसे देखें कि यहां a से फैन आउट हैं यहां एक फैन आउट कनेक्शन है एक G1 से गुजर रहा है फिर G4 से अन्य G2 G3 G4 से गुजर रहा है अब एक पथ में एक इंवर्जन है एक NOR है अन्य पथ में कोई इनवर्टिंग गेट नहीं हैं इसलिए एक मार्ग में इंवर्जन की संख्या विषम है अन्य पथ में यह सम है वे फिर से एक गेट में विलय कर रहे हैं इसे असामान्य इंवर्जन पैरिटी के साथ रीकन्वर्जेंट पाथ कहा जाता है इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता है तो संभावना है कि आप इन व्यक्तिगत रास्तों को सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे तो यह एक खामी है अब यहाँ आप इस बारे में क्यों बात कर रहे थे आप यहां देखें कि आपका स्टेटिक टाइमिंग एनालाइजर यह क्या बताएगा कि इस पथ को कभी भी सेंसिटाइज नहीं बनाया जा सकता है इसे एक फॉल्स पाथ के रूप में पहचाना जाएगा और यह कहेगा कि यह मेरा एकमात्र पाथ है जो उपयोग का है तो मेरी सबसे लांगेस्ट डिले सत्य है सबसे लांगेस्ट डिले सत्य है सही है लेकिन अब मान लीजिए कि मैं जो करता हूं वही सर्किट है मैं बस कुछ इनपुट्स लगा रहा हूं और मैं टाइमिंग सिमुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या हो रहा है तो दोनों इनपुट तीसरे इनपुट को 0 मिलता है पहले 2 इनपुट 1 से 0 तक समय t के 0 के बराबर होने पर जा रहे हैं तो चलिए मैं आपको टाइमिंग आरेख दिखाता हूं इसलिए यह आपके लिए अच्छा होगा इसलिए मैं सिर्फ समय को चिह्नित कर रहा हूं तो यह t 0 के बराबर है t 1 2 3 4 के बराबर है और इसी तरह तो अब इनपुट दिखाने के लिए यह a a 1 से 0 के ट्रांजिशन Transition को समय t के 0 के बराबर होने पर होता है तो हम कहते हैं कि a इनपुट इस तरह है b समान ही है b भी a को समय t 0 के बराबर होने पर पर 1 से 0 ट्रांजिशन कर रहा है c हमेशा 0 होता है मान लीजिए कि c निरंतर 0 है अब हम यह मान लेते हैं कि गेट डिले सभी 1 हैं तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि G1 का आउटपुट क्या होगा G1 a और b का NOR है प्रारंभ में दोनों 1 1 हैं तो यह 0 होगा और उसके बाद दोनों 0 0 हैं यह 1 हो गया लेकिन 1 का विलम्ब हुआ इसलिए यह 1 यूनिट देरी के बाद 1 हो जाएगा यहाँ और यह 1 रहेगा G2 के बारे में बात करें G2 AND है वे दोनों 1 हो जाएंगे और उनके 0 हो जाने के बाद वे 0 हो जाएंगे तो 1 की डिले से फिर से G2 1 रहेगा यह यहाँ 0 हो जाएगा G3 G3 G2 का OR है और c हमेशा 0 है इसलिए यह G2 ही होगा लेकिन 1 की डिले से तो इसका मतलब है कि 1 की डिलेपर यह इस तरह हो जाएगा और अंत में G4 क्या होगा G4 G1 और G3 का AND है G1 और G3 का AND है इसलिए आप देखते हैं यह 1 इस क्षेत्र में हो रहा होगा लेकिन 1 की डिले के साथ तो दोनों यहाँ 1 प्राप्त कर रहे हैं इसलिए 1 की डिले के बाद यह यहाँ आएगा तो यह यहाँ आ जाएगा यह यहाँ तक रहेगा तो आप यहां देखें तो हमारा फॉल्स पाथ कटौती एल्गोरिथ्म हमें बताता है कि यह एक गलत मार्ग है इसलिए यह एक सच्चा क्रिटिकल पाथ है सबसे लंबा डिले 2 है लेकिन एक विशेष इनपुट के लिए जो हमने पाया है वह यह है कि आउटपुट समय t के 3 के बराबर होने के बाद ही बाद ही स्थिर हो रहा है ठीक है आप देखते हैं कि आउटपुट में एक गड़बड़ है अस्थायी परिवर्तन क्योंकि आउटपुट 0 माना जाता है a बार b बार c मैं कह रहा हूं कि आवेदन करें a0 b0 c0 इसलिए आउटपुट शून्य होना चाहिए लेकिन बीच में यह समय समय पर 1 हो रहा है फिर यह 0 पर स्थिर हो रहा है इसलिए आउटपुट केवल 3 की डिले के बाद स्थिर हो रहा है और 2 सही नहीं है यह इस गणना को सही कहता है इसलिए यहां हम जो कह रहे हैं वह यह है कि आप जिस स्टैटिक सेंसिटाइजेशन मेथड को फॉलो कर रहे हैं यह कुछ डिले को कम करके आंक रहा है तो देरी 3 सत्य है लेकिन यह हमें 2 की डिले देगा जो कि गलत स्थिति है तो क्या गलत है तो गलत मैंने एक बात कही मैंने कहा था कि असामान्य इंवर्जन पैरिटी के साथ एक रीकन्वर्जेंट फैन आउट है यह स्थिति है यह एक समस्या है लेकिन नियंत्रित और गैर नियंत्रित मूल्यों के संबंध में जिन मुद्दों को हम अनदेखा कर रहे हैं समय जब मूल्य नियंत्रित और गैर नियंत्रित होते जा रहे हैं क्योंकि आप देखते हैं कि साइड इनपुट के मूल्य स्थिर नहीं हैं वे समय में भी बदल रहे हैं इसलिए कभी कभी वे नियंत्रित कर रहे हैं कभी कभी वे गैर नियंत्रित होते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक स्थिर तरीके से आप एक निश्चित मूल्य लागू कर रहे हैं इसलिए अस्थायी रूप से वे स्थिति बदल सकते हैं और यह समस्या पैदा करता है तो यह वही है जिसका उल्लेख यहां किया गया है एक ही सिग्नल की वैल्यू एक समय में नियंत्रित और दूसरे समय पर गैर नियंत्रित हो सकती है तो चलिए हम टाइमिंग सिमुलेशन नाम की चीज़ की कोशिश करते हैं आइए हम देखें कि क्या यह हमें सही परिणाम देता है टाइमिंग सिमुलेशन का मतलब है कि हम केवल समय की गणना करते हैं और देखते हैं कि सिग्नल ट्रांजिशन कब हो रहा है तो हम फिर से एक उदाहरण लेते हैं मान लेते हैं कि ये कुछ गेट्स कुछ बफ़र्स AND गेट AND गेट कुछ हाइपोथेटिकल डिले हैं 2 1 4 1 1 हैं तो चलिए मान लेते हैं कि 2 इनपुट हैं समय t0 के बराबर होने पर ट्रांज़िशन हो रहे हैं क्योंकि इस गेट्स की डिले यह ट्रांज़िशन 2 की डिले से आउटपुट पर जाएगी इसलिए यह ट्रांज़िशन 2 डिले से 1 1 4 की डिले 4 पर हो रहा होगा अब यह गेट 1 की डिले प्रदान कर रहा है लेकिन यहां आप समय 1 पर देखते हैं यह उच्च जा रहा है समय 2 पर यह कम हो रहा है तो 1 से 2 के बीच दोनों उच्च हैं इसलिए फिर से 1 की डिले होगी इसलिए 2 और 3 के बीच एक ऐसी अवधि होगी जहां दोनों उच्च हैं 1 के आउटपुट को देखें यह सिग्नल 1 पर 4 पर जा रहा है लेकिन 4 से यह पहले से ही 0 पर है इसलिए आउटपुट 0 पर स्थिर है टाइमिंग सिमुलेशन यह दिखाएगा कि यदि आप इसे लागू करते हैं इसका मतलब है एक इनपुट 0 है अन्य इनपुट भी 1 है इसलिए यह मूल रूप से एक AND फ़ंक्शन है तो आउटपुट 0 माना जाता है और यह पहले से ही 0 है इसलिए यह अच्छा होना चाहिए इसका मतलब है कि देरी 0 है लेकिन आप इस मामले को देखते हैं डिले 0 दिखाई दे रही है लेकिन मान लीजिए कि मैं गेट्स में से एक की डिले को कम करता हूं बता दें कि यह 4 है आइए हम इसे बनाते 2 हैं और हम फिर से उसी गणना को करते हैं यह हिस्सा समान है तो यहाँ यह ट्रांजिशन पहले समय 2 पर दिखाई देगा इसलिए यहाँ भी यह एक राजस्थान बना रहा है इसलिए अब यदि आप AND करते हैं तो ये 1s और 1s ओवरलैप होंगे तो 3 और 4 के बीच 1 की देरी के बाद एक ट्रांजिशन होगा इसलिए आप समय 4 के बाद ही देखते हैं आउटपुट स्थिर हो रहा है तो इस मामले के लिए जितनी जल्दी हो सके हम उसी इनपुट मान के लिए डिले को कम करते हैं उसी इनपुट ट्रांजिशन के लिए डिले 4 पर दिखाई दे रही है तो यह भी आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात देता है कभी कभी एक स्थैतिक समय विश्लेषक आपको डिले में वृद्धि दिखा सकता है जब भी आप कम कर रहे हैं कुछ घटकों की डिले इसलिए आप चीजों के तेज होने की उम्मीद करते हैं लेकिन जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि इनपुट ट्रांज़िशन के समान सेट के लिए पहले लगभग कोई डिले नहीं हुई थी क्योंकि आउटपुट 0 है यह हमेशा शून्य है लेकिन अब केवल 4 के बाद आउटपुट है सही हो रही है यह एक मुद्दा है ठीक है तो यहाँ क्या गलत है यह एक बात है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है यदि हम कुछ गेट डिले को कम करते हैं तो कुछ डिले अनुमान में वृद्धि संभव है लेकिन यह वास्तव में विरोधाभासी है इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि अगर मैं एक गेट डिले को कम करता हूं तो मेरे रास्ते में डिले या सर्किट डिले भी कम होनी चाहिए लेकिन यहां यह दूसरे तरीके से हो रहा है इसलिए मेरा टाइमिंग सिमुलेशन सही मायने में उचित नहीं है लेकिन अगर मैं एक गेट की डिले को कम कर रहा हूं तो भी मेरा टाइमिंग सिमुलेशन कह रहा है कि डिले बढ़ रही है इसलिए यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यवहार में कई गेट डिले वास्तव में कम हो सकती है क्योंकि गेट डिले के मूल्य जो हम आमतौर पर सिमुलेशन में उपयोग करते हैं वे ऊपरी बाध्य हैं हम कहते हैं कि डिले 4 है जिसका अर्थ है यह वास्तव में 4 नहीं है अधिकतम डिले 4 है क्योंकि जब आप चिप में गेट्स का निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण में बहुत भिन्नताएं हो सकती हैं कुछ गेट शायद 3 कुछ गेट 25 हो सकते हैं कुछ गेट शायद 38 4 अधिकतम सीमा है जो आप कह रहे हैं यह सबसे खराब मामला है ठीक है तो यहाँ वास्तव में हम कुछ सर्किटों का विश्लेषण कर रहे हैं जहाँ गेट डिले कुछ ऊपरी सीमा के भीतर है तो यह एक समस्या पैदा करता है अब हमें कुछ सिमुलेशन की आवश्यकता है जहां कुछ प्रॉपर्टी जिसे मोनोटोन स्पीडअप कहा जाता है संतुष्ट होना चाहिए तो मोनोटोन स्पीडअप प्रॉपर्टी क्या है यह कहता है कि यदि आपको एक सर्किट C दिया जाता है तो हम कुछ गेट डिले को कम करके एक सर्किट C डैश प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में देरी का अनुमान भी कम किया जाना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए ऊपर नहीं जाना चाहिए एक एकरसता है इसलिए यदि आप कुछ गेट डिले को कम करते हैं तो सर्किट का आपका कुल डिले अनुमान नहीं बढ़ना चाहिए यह वह स्थिति है जिसका उल्लेख किया गया है प्रॉपर्टी में एकरसता होनी चाहिए यदि यह प्रॉपर्टी संतुष्ट है तो आप कह सकते हैं कि आपका एल्गोरिथ्म एकरसता प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है अब टाइमिंग सिमुलेशन जैसा कि हमने देखा है जाहिर है इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट नहीं करता है लेकिन हम कुछ संशोधन कर सकते हैं और सिर्फ एक साधारण चीज देख सकते हैं मैं एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं यह कुछ ऐसा है जिसे एक्स मूल्य सिमुलेशन कहा जाता है यह समय का अनुकरण भी है लेकिन हम 1 से 0 या 0 से 1 से सटीक संकेत संक्रमण नहीं दिखा रहे हैं हम x नामक कुछ विशेष तर्क मान का उपयोग कर रहे हैं यह अंकन जहां संक्रमण समय 4 पर हो रहा है इसका मतलब है कि यह बढ़ती हुई बढ़त शून्य से अनंत और 4 के बराबर कहीं भी हो सकती है इसका मतलब है कि यह परिवर्तन पिछले इतिहास में कहीं भी हो सकता है इसलिए यदि आप इस x वैल्यू सिमुलेशन का पालन करते हैं तो यह दिखाया जा सकता है कि आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह अब आगे नहीं होगी

इसलिए डिले 2 के बाद इस 0 को 2 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा इस 0 को 1 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा इस 0 को 4 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा इसमें 1 की डिले देरी है इसलिए यदि हम इस x की प्रॉपर्टी को देखते हैं तो यह 3 पर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि 3 पर निश्चित रूप से ये दोनों 0 पर हैं 1 डिले के बाद इससे पहले कि आप नहीं जानते दोनों शायद 1 पर इसलिए यह x है और अंत में यहां 4 आप 3 ऊपर जा रहे हैं आप नीचे जा रहे हैं इसलिए 4 निश्चित रूप से आप नीचे जा रहे हैं तो यहां आप आसानी से देख सकते हैं कि यह सिमुलेशन आपको बताएगा कि केवल 4 के बाद यह स्थिर हो रहा है पहले के मामले के विपरीत जहां आप कह रहे हैं कि आउटपुट में आपको निरंतर 0 मिल रहा है इसलिए यदि आप x वैल्यू सिमुलेशन का उपयोग कर रहे हैं आप इस गणना में कुछ सटीकता प्राप्त कर सकते हैं तो इसे 3 वैल्यूड सिमुलेशन के रूप में संदर्भित किया जाता है जहां 0 और 1 के बजाय आपके पास x नामक एक अतिरिक्त स्थिति है जिसकी व्याख्या हम पहले ही यहां देख चुके हैं इसका मतलब है कि सिग्नल ट्रांसमिशन इस समय से पहले कहीं भी हो सकता है केवल इस समय नहीं तो इस संशोधन के साथ मोनोटोन स्पीडअप प्रॉपर्टी संतुष्ट है यह अच्छी बात है इसलिए अब हम एक फाल्स पाथ का पता लगाने या पहचानने के लिए एक अन्य दृष्टिकोण को देखते हैं जो कि SAT सॉल्वर का उपयोग करने पर आधारित है SAT सटिस्फिअबिलिटी के लिए खड़ा है स्विचिंग सर्किट में सटिस्फिअबिलिटी प्रॉब्लम बहुत ही जानी पहचानी समस्या है जहाँ कुछ विशेष रूप में बूलियन फंक्शन दिया जाता है उदाहरण के लिए कुछ फॉर्म्स के प्रोडक्ट SAT सॉल्वर के साथ यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या इनपुट वेरिएबल्स के कुछ संयोजन मौजूद हैं जिनके लिए आपका दी गई फ़ंक्शन 1 के बराबर है यदि ऐसा है तो यह आपको यह भी बताएगा कि इनपुट्स के किस संयोजन के लिए फ़ंक्शन 1 है यह SAT सॉल्वर का कार्य है तो SAT आधारित फाल्स पथ विश्लेषण यह क्या करने की कोशिश करता है अब बात यह है कि SAT सॉल्वर एक बहुत ही सामान्य प्रकार का उपकरण है इसका उपयोग समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को हल करने के लिए किया जा सकता है और SAT सॉल्वर जो आज उपलब्ध हैं उनमें से कई स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं वे बहुत तेज दौड़ते हैं और वे काफी बड़ी संख्या में वेरिएबल संभाल सकते हैं हजारों वेरिएबल वे संभाल सकते हैं अब यह वही है जिसका मैंने उल्लेख किया है कि किसी न किसी फॉर्म्स के प्रोडक्ट के रूप में एक बूलियन फ़ंक्शन दिया जाता है और एक SAT सॉल्वर 1 के बराबर वेरिएबल के कुछ वैल्यू का पता लगाने की कोशिश करेगा तो आइए देखें कि सम एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में फाल्स पथ विश्लेषण समस्या को कैसे मैप किया जा सकता है और आप इसे हल करने के लिए SAT सॉल्वर का उपयोग कर सकते हैं तो SAT फॉर्म्युलेशन इस तरह से होता है यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है जब भी आप समस्या को हल करने के लिए SAT का उपयोग कर रहे हैं तो आपको इसे ठीक से मैप करना होगा निर्णय समस्या यहाँ है हम यह सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इनपुट वेक्टर है जिसके लिए आउटपुट केवल t के कैपिटल टी के बराबर होने पर स्थिर होता है यहाँ पर यह कुछ इस तरह है मान लीजिए कि हम उम्मीद करते हैं कि कैपिटल T हमारे समय का बजट है जिसके साथ सब कुछ स्थिर होना चाहिए अब हम इस सैट सॉल्वर से पूछ रहे हैं क्या कुछ इनपुट संयोजन हो सकते हैं जिसके लिए देरी पूंजी टी से अधिक हो सकती है यह वह जगह है जहां आप समस्या को प्रस्तुत कर रहे हैं ठीक है तो यह एक संभव सूत्रीकरण है अन्य योग भी हो सकते हैं आप प्रयास कर सकते हैं तो यहां हम क्या कर रहे हैं हम सभी इनपुट वैक्टर एस कैपिटल T के सेट को चिह्नित करने की कोशिश कर रहे हैं जो आउटपुट को पहले या t के बराबर पर स्थिर बनाता है बाद में नहीं की तुलना में इसलिए S एक संकेतन है इसका मतलब है यह उन सभी वैक्टरों को दर्शाता है जिनके लिए समय टी के भीतर सिग्नल स्थिर हो जाता है और कैपिटल एस उन सभी संभावित इनपुट वैक्टरों को निरूपित करता है जिनके लिए आउटपुट सही है या कुछ और अब SAT समस्या जो प्रश्न आप पूछते हैं वह यह है कि क्या यह सेट अंतर S माइनस S कैपिटल T क्या यह खाली है देखें यह बराबर होना चाहिए तो सभी संभावित परीक्षण वैक्टर के लिए इसलिए आपके पास यह प्रॉपर्टीहोनी चाहिए आपका आउटपुट S के भीतर स्थिर होना चाहिए इसलिए यदि आप एक सेट अंतर S माइनस S करते हैं तो यह सेट खाली होना चाहिए तो आप एक निर्धारित अंतर लेते हैं और शून्यता की जांच करते हैं लेकिन अगर आप कहते हैं यह खाली नहीं है इसका मतलब यह है कि यह संतुष्ट नहीं है इसका मतलब है यहाँ एक समस्या है समय का उल्लंघन है इसलिए S और S के संगत मान लीजिए बूलियन फ़ंक्शन को F और F के रूप में संदर्भित किया जाता है तो जो एक्सप्रेशन आप SATसॉल्वर को दे रहे हैं वह F है और F नहीं है क्या यह प्रोडक्ट संतुष्ट है क्योंकि सेट अंतर का मतलब यह सत्य है और यह फॉल्स है यह सत्य है और यह फॉल्स है आइए इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं इसलिए यहां एक बहुत ही सरल उदाहरण हम सर्किट पर विचार करते हैं तो चलिए हम सिर्फ एक बार और सर्किट का काम करते हैं इसलिए हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है अनिवार्य रूप से हमारे पास ऐसा है इन दोनों इनपुटों के लिए a और b लगाया जाता है और हमारे पास OR गेट है c को यहां लागू किया गया है फिर आपके पास AND गेट है यह यहां लागू किया गया है तो यह g है ये गेट्स की डिले है इसलिए मैं 1 मान लूंगा आइए हम इसे d कहते हैं आइए इसे e कहते हैं आइए इसे f कहते हैं इसलिए यदि हम केवल आउटपुट एक्सप्रेशन की गणना करते हैं तो आपका d a बार b बार है यह पहले से ही मैंने अभी अभी उल्लेख किया है e ab है f ab OR c के बराबर है और इसलिए g बन जाता है और d और e का d और f तो यह a बार b बार c बन जाता है यह g क्या है अब इस समस्या में इस उदाहरण में यहां हम मानते हैं कि सभी प्राथमिक इनपुट समय t के 0 के बराबर होने पर आ रहे हैं इसलिए हम मानते हैं कि सभी प्राथमिक इनपुट t 0 के बराबर आने वाले हैं सभी गेट डिले 1 हैं हम जो सवाल पूछ रहे हैं वह के समय t के 2 से अधिक होने पर सभी इनपुट स्थिर है क्योंकि 2 हमारी अपेक्षित समय सीमा है तो यहाँ हमारे टाइमिंग एनालाइज़र ने हमें बताया कि डिले 2 होनी चाहिए तो हम देखते हैं कि 2 सही आंकड़ा है या नहीं इसलिए हम आपको इस उदाहरण के साथ दिखा रहे हैं कि वास्तव में SAT फॉर्मूलेशन कैसे किया जाता है तो आप इसे बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे मैप करते हैं तो हम इस नोटेशन का उपयोग करते हैं जैसे कि यह g 1 कोमा t 2 के बराबर यह इनपुट वैक्टर के सेट को दर्शाता है जिसके तहत आउटपुट g एक मान 1 के लिए स्थिर हो जाता है बाद में 2 के बराबर समय t के बाद नहीं आप g 1 t 2 के बराबर देखते हैं इसलिए आउटपुट 1 माना जाता है इसलिए जब यह 1 होगा जब यह एक AND गेट d और f दोनों 1 होना चाहिए जब सिर्फ एक बार आपको पहले की आवश्यकता होती है इसका डिले 1 है इसलिए यह d 1 कोमा t 1 के बराबर के बराबर होगा और वह इंटरसेक्शन f 1 t 1 के बराबर है क्योंकि समय 1 कम है तो अगर 1 के बराबर d का अर्थ है कि इन दोनों NOT गेट के इनपुट 0 और 0 होने चाहिए तो यह है कि 0 एक डिले है फिर से 1 है अब समय 0 और B 0 के बराबर होगा दोनों एक साथ और 1 के बराबर f का अर्थ है कि वहां OR गेट है इसलिए या तो e 1 होगा या c होगा 1 तो c होगा 1 या e होगा 1 तो यदि आप अभी गणना करते हैं तो a 0 t 0 का अर्थ है इसका मतलब है समय t 0 के बराबर होने पर होने पर मेरे पास सभी इनपुट आ रहे हैं आप कह रहे हैं कि a 0 है मैं इसे NOT a लिखता हूँसमय 0 के बराबर में b 0 के बराबर मैं इसे NOT b के रूप में लिखता हूँ और यहाँ पर t के बराबर 0 c के बराबर 1 है जो केवल c है इंटरसेक्शन समय t पर 0 के बराबर e 1 के बराबर आप e समय t को 0 के बराबर होने पर नहीं कह सकते कि यह अपरिभाषित है तो यह खाली है phi तो यह केवल c है a बार b बार c तो आइए इसे 2 के बराबर s1 t कहें यहाँ अच्छी तरह से और अगर मैं सिर्फ अनंत के बराबर t मान इसका मतलब है सही लॉजिक फ़ंक्शन यह पहले से ही हमने देखा है और जो फ़ंक्शन महसूस किया गया है वह a बार b बार c है तो यह अनंत के बराबर टी के लिए शुरुआत के रूप में परिभाषित किया गया है इसलिए देरी पर विचार नहीं किया जाता है तो हम देखते हैं कि ये 2 समान हैं इसलिए यदि आप इन 2 को घटाते हैं तो यह शून्य हो जाता है इसलिए शुरुआत के लिए कोई समस्या नहीं है लेकिन हम ऑफसेट पर नजर डालते हैं g 0 t 2 के बराबर इसलिए जब g 0 के बराबर हो तो d और f में से कोई भी 0 हो सकता है तो d 0 के बराबर t के बराबर 1 या f के बराबर 0 यदि f 0 के बराबर हो तो मतलब e और c दोनों 0 हैं f 0 का मतलब c और e दोनों 0 हैं और d 0 का मतलब है कि उनमें से कोई भी 1 हो सकता है a 1 या b 1 है इसलिए a 1 है आप अब नीचे लिखिए इसका मतलब है a समय t 0 के बराबर a बराबर और इसका मतलब है a ओर मतलब प्लस या अंकन यह bc 0 t 0 है c बार इंटरसेक्शन phi यह 0 केवल a प्लस b बन जाता है लेकिन इस g 0 t infinity के बराबर को ऑफसेट करें पहले से ही आपके द्वारा गणना की जानी चाहिए a प्लस b प्लस NOT c इसलिए यदि आप एक सेट घटाव लेते हैं तो ये समान नहीं हैं तो संक्षेप में आपको यह a प्लस b के रूप में मिला है आपको यह b मिला है यदि आप एक सेट अंतर लेते हैं इसका मतलब है मैंने कहा कि यह नहीं है तो आप a बार b बार c बार प्राप्त करते हैं इसका मतलब है एक इनपुट संयोजन 0 0 0 है जिसके लिए 2 के बराबर डिले संतोषजनक नहीं है डिले g के बराबर होगा तो यह मोटे तौर पर विचार है कि यह विधि कैसे काम करती है सारांशित करने के लिए फॉल्स पाथ के बारे में विश्लेषण महत्वपूर्ण है और यह काफी अच्छी तरह से समझा गया है कई व्यावहारिक एल्गोरिदम मौजूद हैं इसलिए हमने उनमें से एक जोड़े का जिक्र किया वे बहुत बड़े सर्किट को काफी आसानी से संभाल सकते हैं क्योंकि उनकी गणना और जटिलता इतनी अधिक नहीं है तो जिन समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि वृद्धिशील विश्लेषण यदि हम सर्किट में छोटे छोटे परिवर्तन करते हैं तो क्या आपको विश्लेषण सभी पर करना होगा या हम कुछ सही वृद्धिशील विश्लेषण कर सकते हैं और यह लॉजिक ऑप्टिमाइज़ेशन भी हम आम तौर पर बहुत सारे ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं इसलिए जब आप ऑप्टिमाइज़ेशन करते हैं तो क्या आप उसी प्रक्रिया को एकीकृत कर सकते हैं और फिर से गहरे उप माइक्रोन मुद्दों के लिए हमें क्रॉस टॉक और नॉइस इश्यूज पर विचार करने की आवश्यकता है इनमें से कुछ पर हम बाद में चर्चा करेंगे तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं धन्यवाद